अगला हम बुनियादी कंप्यूटर संगठन भाग के साथ शुरू करेंगे तो हालांकि सभी माइक्रोप्रोसेसरों और माइक्रोकंट्रोलर जिसकी हम चर्चा करेंगे यह किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का हिस्सा होगा तो हम बाहर और प्रमुख घटक स्तर पर कंप्यूटर सिस्टम को देखकर शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे अंदर जाएंगे और बात करेंगे कि इन प्रोसेसर को कैसे व्यवस्थित किया जाता है उन्हें कैसे डिज़ाइन किया जाता है और वे उपयोग कैसे करते हैं वगैरह किसी भी कंप्यूटर प्रणाली में आप सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू जैसे कुछ घटक पा सकते हैं दो प्रमुख घटक जो सीपीयू से अलग होते हैं एक घटक मेमोरी और दूसरा घटक जो हमारे पास होते हैं वे पेरीफेरल होते हैं मेमोरी वास्तव में प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है जिसे प्रोसेसर निष्पादित करेगा और सिस्टम से इनपुट देने या आउटपुट लेने के लिए पेरीफेरल का उपयोग किया जाता है उपयोगकर्ता इस पेरीफेरल के माध्यम से बातचीत करता है जो प्रोग्राम प्रोसेसर निष्पादित करता है वह मेमोरी में संग्रहीत होता है और प्रोसेसर वास्तव में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू है जिसके बारे में हमने बात की है अब सीपीयू पेरीफेरल और मेमोरी के बीच संबंध अक्सर बस के माध्यम से किया जाता है इसलिए आम तौर पर हमें कई बसें मिली हैं पहली बस जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे एड्रेस बस के रूप में जाना जाता है हम इसे ए बस कहते हैं एक अन्य बस है जो डेटा बस या डी बस है और एक अन्य बस है जिसे उन्होंने कण्ट्रोल बस या सी बस कहा है एड्रेस बस वास्तव में मेमोरी को एड्रेस दे रहा है मेमोरी उन लोकेशन के सेट का एक संग्रह है जहां मान संग्रहीत किए जाते हैं इसलिए जब भी हम मेमोरी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो हमें यह बताना होता है कि हम किस लोकेशन को एक्सेस करना चाहते हैं तो अगर मैं मेमोरी को इस तरह से एक कंटेनर के रूप में मानता हूं इसमें कई स्लॉट मिले हैं इसलिए मुझे बताना होगा कि मैं किस स्लॉट का उल्लेख कर रहा हूं यह वास्तव में एड्रेस बस में दिया गया है तो प्रोसेसर एड्रेस बस पर एड्रेस देते हैं डेटा बस निष्पादन के हिस्से के रूप में प्रोसेसर मेमोरी पर कुछ लिखने की कोशिश करेगा या यह मेमोरी से कुछ पढ़ने की कोशिश करेगा यह बात IO के लिए भी सही है प्रोसेसर पेरीफेरल डिवाइस से कुछ पढ़ने की कोशिश कर सकता है या यह पेरीफेरल डिवाइस पर लिखने की कोशिश कर सकता है तो इस डेटा बस में प्रोसेसर से आने वाला डेटा शामिल है या इसमें पेरीफेरल से आने वाले डेटा शामिल हो सकते हैं दिशा प्रोसेसर से मेमोरी की ओर है या पेरीफेरल डेटा बस द्वि दिशात्मक है क्योंकि मेरे पास यह डेटा प्रोसेसर से मेमोरी में या मेमोरी से प्रोसेसर में स्थानांतरित हो सकता है कण्ट्रोल बस फिर से उन लाइनों का संग्रह है जो पेरीफेरल को मेमोरी को और प्रोसेसर को नियंत्रित करने के लिए कण्ट्रोल सिग्नाल को नियंत्रित करता है तो ये कण्ट्रोल लाइन्स CPU या प्रोसेसर से भी आ रही हैं जहाँ यह इन मॉड्यूल को कण्ट्रोल सिग्नल देगा तो इस तरह से वैचारिक रूप से सीपीयू और यह मेमोरी है फिर तीन बसें हैं एक को एड्रेस बस डेटा बस और दूसरी को कंट्रोल बस कहा जाता है तो यह एड्रेस डेटा और कण्ट्रोल इनमे से एड्रेस प्रोसेसर से मेमोरी की ओर युनिडायरेक्शन है या आपके पास डेटा बस हो सकता है जो बाईडायरेक्शनल है इसलिए यह दोनों तरीकों से डेटा ले जा सकता है प्रोसेसर से मेमोरी या मेमोरी से प्रोसेसर तक और हमें कंट्रोल बस मिल गया है अब कितना बड़ा मेमोरी प्रोसेसर संभाल सकता है इसका पता एड्रेस बस के आकार द्वारा दिया जाता है इसलिए यदि आप शुरुआती बस सिस्टम या शुरुआती प्रोसेसर को देखते हैं जिन्हे डिज़ाइन किया गया था उनके इस एड्रेस बस के लिए आवंटित बिट्स की संख्या कम थी लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे इस एड्रेस बस का आकार भी बढ़ता जा रहा है और आज कल 64 बिट एड्रेस बस या उससे भी अधिक होना आम है सवाल यह है कि अगर मुझे k बिट एड्रेस बस मिल गई है तो मैं इस k बिट एड्रेस बस का उपयोग करके एक 2k मेमोरी लोकेशन के बीच अंतर कर सकता हूं सिर्फ k बिट एड्रेस को संभालने के लिए प्रोसेसर की क्षमता होने के कारण यह बताने के लिए पर्याप्त नहीं है कि मेमोरी का आकार इतना है क्योंकि यह मेमोरी जिसे हम सिस्टम में डाल रहे हैं उसमें 2 पावर k लोकेशन हैं और आप समझ सकते हैं कि यदि k 64 के बराबर है तब यह 2 पावर 64 एक बड़ी संख्या है यह बहुत मुश्किल है कि सिस्टम में इतनी अधिक भौतिक मेमोरी हो तो यदि आप एक कम अंत प्रणाली के बारे में सोच रहे हैं जिसमें इतनी अधिक मेमोरी नहीं होगी लेकिन प्रोसेसर को कई एड्रेस बिट्स मिल गया है तो मैं यह इंटरफेसिंग कैसे कर सकता हूं जैसे कि मैं एक मेमोरी को कैसे कनेक्ट कर सकता हूं जिसे कम लोकेशन मिला है एक प्रोसेसर के लिए जिसमें अधिक संख्या में एड्रेस लाइनें मिली हैं यह इस विषयों के सेट द्वारा किया जाता है जिसे मेमोरी इंटरफेसिंग प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है तो हम एक उदाहरण के साथ शुरू करेंगे मान लीजिए मुझे एक प्रोसेसर मिला है जहां एड्रेस बस 16 बिट है तो यह 2 पावर 16 लोकेशन के लिए जा सकता है जो 64 लोकेशन है और प्रोसेसर से डेटा बस 8 बिट है इसलिए यह वहां से 8 बिट डेटा की उम्मीद कर रहा है लेकिन मेमोरी चिप्स जो हमारे पास 2kx4 साइज है मेरा मतलब है कि यह ऐसा है यदि आप किसी विशेष मेमोरी चिप में देखते हैं तो इसमें 2 k लोकेशन मिले हैं जो कि 4 बिट्स वाले 2048 व्यक्तिगत लोकेशन के बराबर 2 1024 है एक बात स्पष्ट है कि अगर मुझे 8 बिट का डेटा बस लेना है तो मुझे पैरेलल मॉड्यूल की आवश्यकता होगी 8 बिट डेटा देने के लिए सिंगल मॉड्यूल पर्याप्त नहीं होगा अर्थात एक तरफ से मैंने कई 4 बिट चिप्स का उपयोग करने से समस्या का समाधान किया है लेकिन दूसरी तरफ जो मुझे मिला है वह सीपीयू द्वारा एड्ड्रेस्सएब्ले योग्य 64 k अड्रेस लोकेशन के बारे में है लेकिन मेरी मेमोरी उतनी नहीं हो सकती मान लीजिए कि मुझे कम संख्या में चिप्स मिले हैं मान लीजिए मुझे केवल 8 मेमोरी चिप्स उपलब्ध हैं तो मुझे 16 k लोकेशन मिला है और प्रत्येक में 4 बिट है जो बाइट के संदर्भ में है हम कह सकते हैं कि यह 8 किलो बाइट मेमोरी है जिसे मैं सिस्टम के साथ इंटरफेस करने की कोशिश कर रहा हूं 8 किलोबाइट लेकिन सीपीयू को एड्रेस करने की क्षमता है 64 किलोबाइट लेकिन मेरा सिस्टम जो मैं विकसित कर रहा हूं तो इसको मेमोरी के केवल 8 किलो बाइट मिला है इसके लिए अधिक मेमोरी की आवश्यकता नहीं होती है तो मैं मेमोरी के 8 किलो बाइट से पर्याप्त रूप से संतुष्ट हो जाऊंगा क्योंकि अधिक मेमोरी लगाने का मतलब है कि सिस्टम की लागत अधिक होगी इसलिए मैं ऐसा नहीं चाहता अब यह इंटरफेसिंग कैसे करना है इसलिए हमारे पास क्या है अगर हम इसे सीपीयू के रूप में लेते हैं तो सीपीयू से हमें एड्रेस और डेटा बसें निकल रही हैं अब मुझे 4 बिट मेमोरी चिप्स मिल गए हैं ये 2kx4 बिट चिप्स हैं मैं इस तरह से सभी 8 चिप्स लेता हूं अब यह मेमोरी 2k है हमें कितनी एड्रेस लाइनों की संख्या चाहिए 2 k के लिए मुझे 11 बिट एड्रेस की आवश्यकता है क्योंकि 211 2048 है तो इस इंडिविजुअल मेमोरी चिप्स को एड्रेस लाइनें मिल गई हैं जो 11 बिट हैं तो सीपीयू से मुझे एड्रेस लाइनें A0 से A10 मिल गई हैं इन सभी चिप्स से एड्रेस लाइनें A0 से A10 जुड़ा हुआ है ठीक है तो यह इसी तरह से जुड़ा हुआ है यह अगली रौ में भी जाता है और यह उन सभी एड्रेस लाइनें से जुड़ा है A0 से A10 का मान इनमें से प्रत्येक चिप में कुछ लोकेशन का चयन करेगा और डेटा बस के दो हिस्से D0 से D3 और दूसरा हिस्सा D4 से D7 तक तो मैं कह सकता हूं कि इस बैंक द्वारा डी 0 से डी 3 का मान प्रदान किया जाएगा यह बैंक द्वारा डी 4 से डी 7 का मान प्रदान किया जाएगा तो मैं उन्हें यहां जोड़ता हूं ये मेमोरी चिप के लिए डेटा लाइनें हैं और ये मेमोरी चिप के लिए एड्रेस लाइन्स हैं अब लेकिन यह पर्याप्त नहीं है जैसा कि मैंने कहा है कि यदि आप कोई भी एड्रेस डालते हैं तो प्रत्येक चिप में एक लोकेशन चयनित हो जाएगा जो कि मैं नहीं चाहता यह मैं चाहता हूं एक एड्रेस रेंज के लिए पहले 2 किलो एड्रेस रेंज हो इस एड्रेस 0000 से 2k तक कहने के लिए है पहले चिप का चयन किया जाना चाहिए इसलिए यदि मैं A0 A1 A2 A10 के रूप में एड्रेस मान लिख रहा हूं तो A11 A12 वगैरह पहले इन सभी मानों को शून्य से सभी 1 होने तक इस सीमा के लिए इस पहले दो ब्लॉकों को चुना जाना चाहिए अगली सीमा के लिए जो इस पते से थोड़ा आगे की तरफ से है जो कि A11 बिट 1 है और यह अन्य बिट्स ए 0 से ए 10 में 0 के रूप हैं इस स्थिति में दूसरे ब्लॉक का चयन किया जाना चाहिए तीसरे ए के लिए क्योंकि अब मुझे इस तीसरे को एक्सेस करने की आवश्यकता है तो मैं कह सकता हूं कि जैसे कि हम A12 बिट के लिए इस 2 शब्द 0 के लिए अब जब A12 बिट्स भी 1 हो जाता है तो यह 0 हो रहा है अब यह 0000 से 1111 शब्दों पर होगा इसलिए यह 0 से सभी 1तक जा रहा है मुझे बिट्स ए 11 और ए 12 के बारे में दिलचस्पी है तो यह बिट और यह बिट इन दो बिट्स में मेरी दिलचस्पी है यह A12 है यह A11 है इसलिए 0000 से इस 1111 तक पहले बैंक को चुना जाना चाहिएदूसरे बैंक के लिए इस A11 और इस A12 को 01 होना चाहिए बाकि मान नहीं बदलेंगे तीसरे बैंक के मैं यह चाहता हूं कि यह मान यदि A12 1 है और यह मान A11 0 है तो तीसरे बैंक का चयन किया जाना चाहिए ये मूल्य कुछ भी हो सकते हैं और इसी तरह चौथे बैंक के लिए भी मैं चाहता हूँ कि यह मान और यह दोनों मान A12 A11 दोनों 11 हो तो यह एड्रेस की सीमा है जिसे ए 11 और ए 12 के विभिन्न मूल्यों के लिए चुना जाना है इस तरह से मॉडल को इस उद्देश्य के लिए चुना जाना चाहिए कि हम क्या करते हैं यहां हम एक डिकोडर रखेंगे तो यह एक 2 से 4 डिकोडर है यह डिकोडर एड्रेस लाइन से दो इनपुट लेता है जो A11 और A12 है इसमें 4 आउटपुट लाइनें होंगी यह आउटपुटOutput लाइन 1 होगी जब A11 और A12 दोनों 00 होंगे यह आउटपुट तब अधिक होगा जब ये बिट्स A12 और A11 0 1 होंगे इसे 1 0 में चुना जाएगा और यह तब चुना जाएगा जब यह 1 1 होगा प्रत्येक मेमोरी चिप को एक विशेष कण्ट्रोल मिला है जिसे चिप सेलेक्ट लाइन के रूप में जाना जाता है इस मेमोरी ब्लॉक के चिप सेलेक्ट सिग्नल से डिकोडर का यह आउटपुट जुड़े है इसी तरह यह अगले मेमोरी ब्लॉक के चिप्स सेलेक्ट ब्लॉक से जुड़ा है तो यह एक इन दोनों के चिप सेलेक्ट से जुड़ा है यह एक इन दोनों के चिप सेलेक्ट से जुड़ा है और यह एक इन दोनों के चिप सेलेक्ट से जुड़ा है अब एड्रेस की इस श्रेणी के लिए क्या होगा आप देखते हैं कि ये 2 से 4 डिकोडर यह इन मानों को 1 के रूप में आउटपुट करेंगे और यह 0 होगा परिणामस्वरूप इन चिप्स का चयन नहीं किया जाएगा इसलिए उनका चयन नहीं किया जाएगा जबकि इस उच्च मान लिए इस A11 A12 के लिए 0 0 होगा तो यह चिप सेलेक्ट लाइन 1 होगी जिसके परिणामस्वरूप इन ब्लॉकों का चयन किया जाएगा और जो भी प्रोसेसर से आने वाला एड्रेस होगा तो इन दो चिप्स से संबंधित लोकेशन की सामग्री डेटा बस पर उपलब्ध होगी और उन मूल्यों को सीपीयू में लाया जाएगा अब जब CPU पहले 2 किलोबाइट से परे एक एड्रेस उत्पन्न करता है तो उस स्थिति में यह चिप सेलेक्ट लाइन सेलेक्ट हो जाएगी जब वे आउटपुट 1 होंगे और अन्य 0 होंगे इसलिए ये दो ब्लॉक चुने जाएंगे और तदनुसार उन मेमोरी लोकेशन की सामग्री आ जाएगी और उन्हें वहां संग्रहीत किया जाएगा तो इस तरह से यह जारी रहेगा इसलिए इस तरह अगर मुझे कम मात्रा में मेमोरी मिली है तो यह हो सकता है कि हम इस स्टार्ट प्रकार के डिकोडर को सिस्टम में शामिल कर सकते हैं और इस डिकोडर को शामिल करना तो यह चिप्स की कम संख्या कम मात्रा में मेमोरी को साकार करने में हमारी मदद करेगा अब आप देखते हैं कि मैंने कुछ ऐसा कहा है प्रोसेसर को एड्रेस लाइन्स A0 से A15 मिल गया है और उसमें से एड्रेस लाइन A0 से A12 तक ही उपयोग होता है तो यदि आप पिछले स्लाइड के पिछले पृष्ठ में देखते हैं तो आप देखते हैं कि हम A0 से A10 A11 और A12 का उपयोग कर सकते हैं शेष बिट्स A13 A14 A15 के बारे में क्या यदि प्रोसेसर कुछ एड्रेस उत्पन्न करता है तो आप समझ सकते हैं कि उन बिट A13 A14 A15 उन एड्रेस लाइनों के लिए हमेशा 0 होगा लेकिन यह सही नहीं है क्योंकि प्रोसेसर उस रेंज में कुछ एड्रेस भी उत्पन्न कर सकता है जिसमें यह A13 A14 A15 0 हो सकता है उदाहरण के लिए प्रोसेसर एक एड्रेस उत्पन्न कर सकता है जहां यह कहा जाता है कि यह बिट 0 है यह बिट 0 है लेकिन यह बिट 1 है और ये बिट्स ये सभी 0 हैं ये सभी बिट्स 0 हैं तो यह एड्रेस तो यह एड्रेस पिछले आरेख में मैप किया गया है यदि आप इस A11 A12 को देखते हैं तो वे 0 0 हैं और ये बिट्स सभी 0 हैं अनिवार्य रूप से इस आरेख में तो यह पहले ब्लॉक इस पहले दो ब्लॉक में मैप हो जाएगा और उस ब्लॉक का पहला लोकेशन है क्योंकि यह सभी 0 है तो 0 0 ए 11 यह 0 होगा तो यह लाइन इस सेलेक्ट लाइन हाई होगी तो इन दो चिप्स का चयन किया जाएगा और A 0 से A 10 सभी 0 इन दोनों चिप्स का पहला लोकेशन है तो वे आउटपुट का उत्पादन करेंगे और यह डेटा बस लाइन पर उपलब्ध होगा यदि यह बिट 1 है तो यह वास्तव में समान मेमोरी एक्सेस किया जा रहा है उस केस की तुलना में जब यह बिट 0 है तो में इसी प्रकार जब भी A11 A12 0 0 है तो इन तीन बिट्स के मान जो भी होंगे तो यह एक ही मेमोरी चिप्स के लिए मैप होगा इसी तरह अगर यह ए 11 ए 12 ये दो मूल्य 0 1 हो जाते हैं जो भी इन तीन बिट्स के मूल्य होंगे वे दूसरे मेमोरी ब्लॉक के लिए मैप करेंगे जो हमें मिला है तो इस विशेष फेनोमेनन को मेमोरी फोल्डिंग के रूप में जाना जाता है वही मेमोरी लोकेशन एक से अधिक एड्रेस के कारण एक्सेस किया जा रहा है तो मैं कह सकता हूं कि यह लोकेशन 0000 सभी 0 है तो इस लोकेशन को कई एड्रेस से एक्सेस किया गया है कितने एड्रेस तो यह एक बार यहां एक बार यहां एक बार यहां एक्सेस की जाता है तो हर बार इसे एक बार एक्सेस किया जाता है और ऐसी कितनी संभावनाएँ हैं तो चूंकि तीन बिट्स हैं तो तीन बिट्स के साथ मेरे पास 8 अलग अलग मामले हो सकते हैं मेरे पास 8 अलग अलग मामले हो सकते हैं तो 8 फोल्ड फोल्डिंग है तो मैं कह सकता हूं कि इस विशेष डिजाइन में एक 8 फोल्ड फोल्डिंग है ठीक है तो यह डिज़ाइन जो हमारे पास है हमें एक 8 फोल्ड फोल्डिंग देता है क्योंकि यह ऐसा है जैसे कि 8 बार एक ही मेमोरी लोकेशन एक्सेस किया जाएगा और यह काफी स्वाभाविक है कि आप उस मेमोरी चिप को देखते हैं तो वे 2 किलो हैं और यदि आप इसे 8 से गुणा करते हैं तो आपको 16 किलो मिलता है और जैसा कि मैंने कहा कि सीपीयू 16 बिट एड्रेस बस उत्तपन कर रहा है तो यह एक 16 किलो का एड्रेस स्थान है सीपीयू 16 k एड्रेस स्थान उत्पन्न करता है और जिसमें से ये व्यक्तिगत चिप्स 2 k आकार के होते हैं तो यह कुल 16 k को कवर करता है तो इस अवधारणा को मेमोरी फोल्डिंग के रूप में जाना जाता है इसलिए यह अच्छा है क्योंकि प्रोग्रामर इस बारे में चिंतित नहीं हो सकता है कि कुछ बड़े मेमोरी स्पेस का उपयोग करना है या नहीं बड़ा एड्रेस है या नहीं जो कि दिए गए भौतिक मेमोरी साइज़ से परे है यह एक ही कारण से खराब है क्योंकि दो अलग अलग मेमोरी एड्रेस प्रोसेसर द्वारा उत्पन्न एड्रेस वे सामान एड्रेस पर मैप किए जा रहे हैं इसलिए परिणामस्वरूप यह प्रोग्रामर भ्रमित हो सकता है एक ही मेमोरी लोकेशन एक अलग अंदाज में दो अलग अलग स्टेटमेंट द्वारा संशोधित हो सकता है तो क्या हम इस फोल्डिंग को रोक सकते हैं निश्चित रूप से हम इसे रोक सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि इस डिकोडर को इसे रोकने के लिए तो हम क्या चाहते हैं कि यह तीनों बिट्स यह है कि A13 A14 A15 इन सभी को 0 होना चाहिए तभी हम इस चीज का उपयोग करेंगे इसलिए यदि यह 0 से अधिक है यदि ये सभी बिट्स 0 नहीं हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें कोई एड्रेस त्रुटि है या ऐसा कुछ है इसलिए यदि आप इस विचार को शामिल करना चाहते हैं कि आपको क्या करना है तो आपको इस समस्या के समाधान के लिए कुछ अतिरिक्त सर्किटरी लेनी होगी तो हम क्या करते हैं हम एक नोर गेट लेते हैं और यह ए 13 ए 14 ए 15 हम सभी को यहां डालते हैं तो उन्हें नोर गेट में डालें और इस नोर गेट के आउटपुट 1 होगा जब सभी बिट्स 0 होंगे तो हम इसे इस डिकोडर के आउटपुट इनेबल लाइन के रूप में दे सकते हैं इसलिए आम तौर पर इन डिकोडर्स को आउटपुट इनेबल लाइन मिल गई है तो इसका मतलब है कि अगर यह आउटपुट इनेबल 1 है तो केवल इस A11 A 12 के आधार पर यह डिकोडर इन मानों में से एक को 1 पर सेट करेगा अगर आउटपुट इनेबल 0 है तो उस स्थिति में यह एक ट्रॉय स्टेट कंडीशन में होगा तो ये सभी आउटपुट ट्रॉय स्टेट कंडीशन में होंगे तो यह डिकोडर किसी भी चिप सेलेक्ट लाइन को उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा तो ये सभी लाइनें एक फ्लोटिंग स्टेट में होंगी तो किसी भी चिप का चयन नहीं किया जाएगा तो इस अतिरिक्त सर्किटरी को लाने से हम मेमोरी फोल्डिंग को हल कर सकते हैं तो हम इसे पसंद करते हैं या नहीं तो यह उस प्रणाली पर निर्भर करता है जिस पर हम विचार कर रहे हैं